नमस्कार इसलिए हम मूल्य निर्धारण सेवाओं के मूल्य निर्धारण सेवाओं के व्यापार में मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमने पिछले धर्मनिरपेक्षता में मूलभूत अवधारणाओं पर संक्षिप्त चर्चा की और जैसा कि आपको याद है कि मैंने आपसे पिछले 2 वर्षों के लिए भविष्य की रणनीति के बारे में सोचने का अनुरोध किया था जैसे कि भोजहोरी मन्ना या ओह कलकत्ता या 6 बल्लीगंज जगह बंगाली भोजन में सभी खिलाड़ी आधुनिक परिवेश में बंगाली भोजन की पेशकश करते हैं और इस तरह की सेवा जो एक आला सेवा की तरह अधिक है एक तरह की संकीर्ण पेशकश या बड़ी संख्या में ग्राहकों के लिए विशिष्ट पेशकश समान आउटलेट से मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धी दबावों के साथ साथ वैकल्पिक आउटलेट के संबंध में काफी संवेदनशील होने की आवश्यकता है वैकल्पिक भोजन और पेय आउटलेट अब यदि आप इन संगठनों से परिचित नहीं हैं या आप पसंद करते हैं क्योंकि आप एक अलग शहर में स्थित हैं तो आप किसी भी बढ़िया भोजन प्रकार का रेस्तरां चुन सकते हैं और अपनी मूल्य निर्धारण रणनीति के संबंध में अपना काम कर सकते हैं इसलिए यदि आप हैदराबाद में हैं तो आप एक प्रसिद्ध बियानी और कबाब आउटलेट का चयन कर सकते हैं यदि आप मुंबई में हैं तो आप मुख्यभूमि चीन या किसी भी अन्य किस्म की तरह चीनी रेस्तरां चुन सकते हैं आप उन प्रसिद्ध मंगलोरियन और समुद्री खाद्य रेस्तरां में से कुछ चुन सकते हैं और ऐसे ही कुछ अन्य तो आप एक विशेष प्रकार के भोजन और पेय आउटलेट को देखते हैं जिसे एक विशेष सेवा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और फिर समान विशिष्ट आउटलेट्स के साथ साथ वैकल्पिक भोजन और पेय आउटलेट्स के साथ प्रतिस्पर्धा में उनकी मूल्य निर्धारण रणनीति के बारे में सोचें मैं भोजन और पेय पदार्थों का चयन कर रहा हूं क्योंकि आप में से अधिकांश समय समय पर इस तरह की सेवा का उपयोग करते रहेंगे और इसलिए आप सभी परिचित होंगे इसलिए यह अधिक प्रासंगिक हो जाएगा यदि आप उस पर अपना मन लगाते हैं आज इस असाइनमेंट के संबंध में एक अच्छा विश्लेषण करने के लिए मैं मूल्य निर्धारण पर कुछ और इनपुट और विचार प्रदान करने जा रहा हूं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है अब हम पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 6 का उल्लेख कर रहे हैं और जाहिर है यह एक अच्छी मदद होगी यदि आप व्याख्यान सुनने के अलावा अध्याय को भी भी पढ़ें इसलिए सेवा मूल्य निर्धारण अब इससे पहले कि मैं सेवा मूल्य निर्धारण के संबंध में कठिनाइयों का सामना करूं मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी हम कीमत के बारे में सोचते हैं तो हम रुपए डॉलर यूरो पेकोस इत्यादि के बारे में सोचते हैं लेकिन धन की अवधारणा के उभरने से बहुत पहले प्रागैतिहासिक काल और शुरू में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हुआ जाहिर है ये विनिमय वस्तु लेन देन के आधार पर हुआ है इसलिए अगर कोई बाल कटवाना चाहता था तो वह विशेष सेवा प्रदाता नाई के पास जाएगा और उस सेवा के बदले में वह संभवतः उस व्यक्ति को एक चिकन देगा या कुछ सब्जियां या इतने पर हो सकता है इसलिए सामान और सेवाओं का समान रूप से वस्तु विनिमय आधारित आदान प्रदान हमेशा और किसी न किसी तरह से कई क्षेत्रों में कई दूरदराज के क्षेत्रों में या आज भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में ई बे और अन्य पर मौजूद है हमारे पास इस तरह के एक्सचेंज आधारित लेनदेन हो रहा है जो मूल्य विनिमय आधारित है इसलिए प्रमुख बिंदु इसलिए आपको यहां ध्यान देना चाहिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली और बाद में धन आधारित प्रणाली हमेशा खरीदार के अनुसार मूल्य की अवधारणा से उभरती है या निकलती है सेवाओं में जिसका अर्थ है हमारे पास उदाहरण के लिए कठिनाई है एक बहुत ही दिलचस्प है यह समय कारक है इसलिए यदि आपके बाल लंबे हो गए हैं और वहां गर्मी है और आपको बाल कटवाने की जरूरत है तो उस समय के संबंध में आपकी जरूरत है और यह स्थिति गंभीर है तो आप एक उच्च कीमत वाले सैलून में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं यदि आपका नियमित नाई बहुत व्यस्त है और इसी तरह आगे और पीछे इसलिए इस समय का अर्थ है और मैं कहूंगा कि इसे संदर्भों तक भी विस्तारित करें और मैं इस सत्र के अंत में इसे थोड़ा और समझाऊंगा तो समय कारक और संदर्भ कारक किसी विशेष सेवा के कथित मूल्य को बदल सकते हैं और इसलिए ग्राहक संतुष्टि पर समझौता किए बिना मूल्य निर्धारण विकल्प के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हो सकते हैं और यह अवधारणा हम अगले सत्र में और अधिक विस्तार से उपयोग करेंगे जब हम राजस्व प्रबंधन और उपज प्रबंधन के बारे में सेवाओं के मूल्य निर्धारण में विशेष क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं जो काफी जटिल और काफी दिलचस्प हैं इसके अलावा एक और बात यह है कि सेवाओं के मूल्य निर्धारण में सेवा प्रदाता की ओर से कभी कभी गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि अचानक गतिविधियों को ठीक से खर्च नहीं किया गया होगा इसलिए सामानों के निर्माण के लिए उचित लागत या गतिविधि आधारित लागत सेवाओं के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है साथ ही हमने पहले से ही सेवाओं की विशेष विशेषताओं के कारण इनपुट और आउटपुट की परिवर्तनशीलता के बारे में बहुत चर्चा की है और इससे लागत और लाभ की गणना भी बदल सकती है इसलिए यदि हम इसलिए देखते हैं तो यह चित्र स्पष्ट हो जाता है यह ग्राहक के लिए अधिग्रहण लागत है तो यह उस तरह का मूल्य हो सकता है जिस पर ग्राहक खरीद रहा है और ग्राहक द्वारा कथित मूल्य है तो स्पष्ट रूप से जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि माना गया मूल्य उच्च स्तर पर है तो आप संभवतः इस बिंदु को ऊपर की ओर धकेल सकते हैं जिसका अर्थ है कि आप चार्ज कर सकते हैं या आप फिर से बाजार में उच्च मूल्य स्तर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन याद रखें कि यह एक तरह से दो तरह की तलवार या दो धार वाली तलवार है क्योंकि अगर ग्राहक द्वारा बाजार में प्रचलित मूल्य स्तर बनाम बाजार में अधिग्रहण लागत स्तर के बीच मूल्य का बड़ा अंतर है तो यह अधिक से अधिक प्रतियोगिता को आकर्षित करता है इस मामले में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है इसलिए आमतौर पर इसलिए किसी को एक संतुलन बनाना पड़ता है और एक बीच की जमीन पर प्रहार करना पड़ता है और वह सबसे अच्छा देखता है जिसे मूल्य का सबसे अच्छा स्तर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि सेवा प्रदाता के रूप में आपकी लागत यहां कहीं होगी तो आप इस अंतर को अधिकतम करना चाहेंगे इसका मतलब है वह मूल्य जो आपकी लागत के अनुसार हो रहा है और ये अंतर वैरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और रेवेन्यू हैं और ब्रेक वॉल्यूम आदि के संबंध में इसका महत्व है हमने पहले चर्चा की थी अब इसलिए आप इस अंतर को बढ़ाना चाहेंगे कि जो कीमत आपको अपनी आंतरिक लागतों के हिसाब से मिल रही है याद रखें कि यह एक निरर्थक खेल हो सकता है अगर आप इसे लगातार ऊपर की ओर नहीं बढ़ा रहे हैं इसका अर्थ है ग्राहकों के प्रसन्न कारक ग्राहक द्वारा कथित मूल्य को लगातार ऊपर की ओर धकेला जाना चाहिए और आपकी लागत को लगातार नीचे की ओर धकेलना चाहिए ताकि आपके बीच में खेलने के लिए एक अच्छा मैदान हो और जैसा कि इसके कारण हमें ये तीन मुख्य दृष्टिकोण मिलते हैं जैसे कि यहाँ दिखाया गया है लागत आधारित मूल्य निर्धारण इसका मतलब है कि अपनी लागतों से संबंधित मूल्य निर्धारित करें और हमने अभी चर्चा की है कि सेवाओं में किसी को सभी विभिन्न लागतों को मापने के लिए बहुत सावधान रहना होगा और इसलिए गतिविधि आधारित लागत सेवा मूल्य निर्धारण को देखने का एक बहुत अच्छा तरीका है और इसलिए जब आप अपनी लागतों को देखते हैं तो आपको लागतों को देखना चाहिए जो कि सामने के चरण में हैं इसका मतलब है दृश्यमान डोमेन में और बैकएंड या बैकस्टेज पर लागत ये अवधारणाएं जिनकी हमने पहले चर्चा की है तो जिसका अर्थ है कि यदि आप एक सेवा प्रदान करने में अपनी सभी लागतों को समझना चाहते हैं तो सेवा ब्लू प्रिंट और इनपुट से उपभोक्ता को सेवा की अंतिम डिलीवरी तक का पालन करना अच्छा है और आप कम कीमत उच्च मूल्य मध्य रेंज मूल्य प्रदान कर सकते हैं लेकिन अपनी लागतों को जाने बिना कई बार आप भयानक गलतियां कर सकते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से एक नई सेवा के लिए आपको अपनी मौद्रिक लागत और विभिन्न प्रकार की गैर मौद्रिक लागत दोनों को बहुत स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है क्योंकि ग्राहक या तो स्पष्ट रूप से या किसी भी तरह से स्पष्ट रूप से गणना करता है उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली मौद्रिक कीमत के साथ साथ गैर मौद्रिक तरीके से खर्च की जाने वाली विभिन्न लागतें भी हो सकती हैं प्रतीक्षा या समय वास्तव में एक गैर का एक प्रकार है मौद्रिक मूल्य ग्राहक भुगतान करता है या परेशानी या सुविधा कारकों में ये सभी विभिन्न प्रकार के गैर मौद्रिक मूल्य और लागत कारक हैं जिन्हें किसी को याद रखना होगा और चूँकि ग्राहक उस मूल्यांकन का स्पष्ट और स्पष्ट रूप से मूल्यांकन करता है आप एक सेवा प्रदाता के रूप में इसे बहुत स्पष्ट रूप से करते हैं फिर हमारे पास मूल्य आधार मूल्य निर्धारण है उस मूल्य के संबंध में मूल्य निर्धारण उस विशेष सेवा के लिए उपभोक्ता द्वारा माना जाता है और जैसा कि आप तुरंत देख सकते हैं कि क्यों यह काफी मात्रात्मक और काफी नियतात्मक है यह लागत पहलू है कि इस मूल्य चीज़ में मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों पहलू हैं और इसलिए यह ग्राहक द्वारा विज्ञान के साथ साथ कला पर विचार किए जाने वाले मूल्य को भी निर्धारित कर रहा है जो पहले चर्चा की गई है क्योंकि आपको ग्राहक मनोविज्ञान ग्राहकों के व्यवहार उपभोक्ता या आवश्यकता को विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थितियों में और विभिन्न खंडों के तहत समझना होगा इसलिए जब तक और जब तक आप बहुत अच्छी तरह से अपने एसटीपी को नहीं समझते हैं इसका मतलब है आपका सेगमेंटेशन टारगेटिंग और आपके लक्षित बाजार के लिए मूल्य प्रस्ताव आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसके आधार पर किसी विशेष सेवा के मूल्य में विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हो सकती हैं यह है कि आप जानते हैं कि आपका मूल्य निर्धारण तंत्र कैसा हो सकता है यह हमेशा आपके सामने होता है इसका मतलब है कि प्रतियोगिता जो पेशकश कर रही है वह हमेशा मूल्य स्तर को निचोड़ रही है तो किसी तरह से यह देख सकते हैं कि जैसे कि यह आपकी सेवा मूल्य निर्धारण का मुख्य डोमेन है और आपके पास अपनी लागत से आने वाला एक प्रकार का दबाव है और आपकी प्रतिस्पर्धा में और दोनों के बीच एक और प्रकार का दबाव है जहां आप वास्तव में निर्धारित करने की कोशिश करते हैं तो यह अखाड़ा यह है कि आपके लागत ग्राहकों की लागत और ग्राहक के बीच का अंतर इस दोहरे दबाव के संदर्भ में आगे समझा गया है सेवाओं के मूल्य निर्धारण पर वहाँ है जैसा कि मैंने कहा था कि लागत आधारित मूल्य निर्धारण बहुत अच्छी तरह से काम करने वाली गतिविधि आधारित प्रबंधन प्रणाली द्वारा किया जाना चाहिए आपको अपने संसाधन खर्चों को उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की विविधता और जटिलता उत्पादित सेवाओं से जोड़ना होगा लेकिन ग्राहकों को यह बहुत पसंद है यही कारण है कि मैंने इसे बोल्ड और बड़े अक्षरों में डाल दिया है कि ग्राहक अपने मूल्य के बारे में परवाह करते हैं कि आपके संगठन के लिए सेवा उत्पादन लागत क्या है तो यह कुंजी है कि ग्राहक मूल्य ग्राहक मूल्य खुद के लिए वे आपकी लागत के बारे में हुप्स की देखभाल करते हैं तो आपको अपनी लागत को लगातार नीचे की ओर प्रबंधित करना होगा और आपको अपनी लागतों को आरक्षित करना होगा और आपको ग्राहक के मन में कथित मूल्य को बढ़ाने के लिए लगातार प्रबंधन करना होगा इसीलिए यह अक्सर ग्राहक के दिमाग में आपकी सेवा की स्थिति के रूप में नहीं होता है अक्सर इसका इस्तेमाल वाक्य के रूप में किया जाता है अब जैसा कि मैं मूल्य की व्याख्या कर रहा था इसीलिए अखाड़ा जहाँ हम खेलना चाहते हैं जहाँ हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं ग्राहक के लिए कथित लाभ है यह धन समय मानसिक और शारीरिक प्रयास इत्यादि के संदर्भ में सकल मूल्य शून्य है इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह एक और तरीका है हम उसी आरेख का उपयोग कर रहे हैं जैसा हमने पहले देखा था तो यह वह आरेख है जो ग्राहक के दिमाग में अधिग्रहण की लागत है ग्राहक द्वारा कथित मूल्य को छंद करता है यही हम शुद्ध मूल्य से मतलब रखते हैं और ग्राहक अधिशेष भुगतान की गई कीमत और ग्राहक द्वारा दी गई राशि के बीच का अंतर है यह फिर से कुछ दिलचस्प है हम उसी आरेख पर वापस जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यदि ग्राहक की अधिग्रहण लागत और ग्राहक हो सकता है यदि यह अंतर है तो यह ग्राहक है ग्राहक क्या है अन्यथा भुगतान किया होगा यदि ग्राहक आपकी सेवा को नहीं खरीदता है तो उसने यह भुगतान किया होगा तो जाहिर है आप बहुत बड़े अधिशेष का आनंद लेते हैं वास्तव में ऐसा क्या होता है भले ही ग्राहकों को कथित मूल्य मिले ग्राहक को ग्राहक के मन में प्रसन्नता हो सकती है उसे मिल सकता है या उसे बहुत अच्छा सौदा मिल सकता है इसका मतलब है बहुत उचित मूल्य में उसकी राय के लिए बहुत संतोष है तो यह अंतर यह होना चाहिए था लेकिन वास्तव में ग्राहक को क्या लगता है वह इस स्तर पर खर्च करने के लिए तैयार हो सकता है लेकिन वह यहां एक अच्छी कीमत पर विचार नहीं करेगा मेरा मतलब है कि उसके दिमाग में अंतर वास्तव में इस अंतर से बहुत कुछ हो सकता है छोटे अंतराल और यह कि क्या अंतर छोटा होगा या बड़ा यह निर्भर करेगा कि संदर्भ कारक क्या हैं इसलिए कि ग्राहक को भुगतान की गई कीमत और राशि के बीच यह अंतर अन्य विकल्पों की अनुपस्थिति में भुगतान करने के लिए तैयार होता है जो आमतौर पर यहां होता है और वास्तव में ग्राहक इस बिंदु तक जा सकता है और इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यह अंतर प्राप्त नहीं हो सकता है लेकिन उपभोक्ता अधिशेष धारणा के संदर्भ में छोटे अंतर को प्राप्त करना संभव हो सकता है और यह खेल है या यह रणनीति है कि हम तैनात करना है इसलिए ग्राहक इसलिए अक्सर इस स्तर के बारे में अच्छा विचार नहीं रखते हैं इसका मतलब है इस स्तर का इसका मतलब है विचार मूल्य क्या है वास्तव में कथित मूल्य इसलिए ग्राहक अक्सर किसी प्रकार के संदर्भ का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए यदि किसी रेस्तरां में मेनू मूल्य 100 है और हम पास के रेस्तरां में IIT संकाय में 10 प्रतिशत की छूट पाते हैं तो हमें लगता है कि आप जानते हैं आप एक उच्च स्तर का अनुभव करते हैं संतुष्टि की तो मुद्दा यह है कि हम उस संदर्भ मूल्य के संबंध में अपनी धारणा की तुलना करते हैं जो कि मेनू मूल्य है कुछ समय जब इस तरह की तुलना उपलब्ध नहीं होती है तो ग्राहक सदस्यता मूल्य के संबंध में एक पत्रिका के कवर मूल्य को देख सकता है और महसूस करता है कि वह कम कीमत चुका रहा है ये सभी विभिन्न प्रकार के संदर्भ हैं इस मेनू मूल्य या पत्रिका के कवर मूल्य की अनुपस्थिति में ग्राहक अंततः प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण जैसे कुछ का उपयोग कर सकता है इसलिए सभी प्रकार की लागत को स्पष्ट रूप से और संक्षेप में उपभोक्ता द्वारा देखकर संक्षेप में बताएं तो खोज लागत है खरीद और सेवा है खोज अनुसंधान लागत वह है जो उपभोक्ता के सेवा प्रदाता के पास पहुंचने से पहले भी होती है यह वास्तव में है जब ग्राहक ने जरूरत महसूस की है और ग्राहक ने उस समय या संदर्भों को खोजने के लिए खर्च किया है जो कि आपको किस सेवा का उपयोग करने का आश्वासन दिया है तो यह भी Google पर बिताया गया समय है या Zomato पर बिताया गया समय या भोजन पांडा पर बिताया गया समय आपके विशेष सेवा आउटलेट को खोजने के लिए खोज लागत है और फिर यह एक खरीद और सेवा मुठभेड़ लागत है यही हम चर्चा कर रहे हैं और यहां जैसा कि आप देखते हैं कि पैसा है वह समय भौतिक प्रयास मनोवैज्ञानिक बोझ संवेदी बोझ है इसलिए इसका मतलब है यदि आप जानते हैं कि आप एक रेस्तरां में हैं जहां शौचालय बहुत अच्छा नहीं है और यह साफ नहीं है तो यह है कि यह विशेष रूप से एक संवेदी बोझ वास्तव में बहुत प्रभावित कर सकता है भले ही पैसा बुद्धिमान ग्राहक को दे रहा हो कम और इतने पर और फिर हमारी समस्या को हल करने के लिए सम्मान के साथ निश्चित रूप से पोस्ट खरीद मूल्य हैं अक्सर हम इसे बिक्री सेवा के बाद कहते हैं और इतने पर और पैसे के भीतर खरीद के लिए भुगतान किया गया पैसा है आकस्मिक खर्च हैं और परिचालन लागत हैं इसलिए यदि आप किसी विशेष सेवा के बारे में बात करते हैं जो आपने खरीदी है या कोई विशेष सेवा जो आप पेश कर रहे हैं चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी में हो या किसी इंजीनियरिंग सेवा कंपनी या किसी उपभोक्ता सेवा कंपनी में हो तो आप सभी को देख पाएंगे यह तत्व आपके या आपके संगठन के बीच सेवा प्रदाता और ग्राहक या उपभोक्ता के लिए लागू होते हैं और अंत में यह प्रतियोगिता आधार मूल्य निर्धारण है इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लागत पक्ष से लगातार दबाव रहता है और प्रतिस्पर्धा पक्ष की ओर से लगातार दबाव होता है और बीच में अखाड़ा है जहां आप अपना मूल्य निर्धारित कर रहे हैं इसलिए यदि आप पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 144 को देखते हैं तो एक आंकड़ा संख्या 66 है और यह दर्शाता है कि उदाहरण के लिए आप एक एक्स रे लिया चाहते हैं और आपके लिए तीन विकल्प हो सकते हैं क्लिनिक ए क्लिनिक बी और क्लिनिक सी और क्लिनिक ए में जो कार से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर स्थित है लेकिन यह बहुत प्रसिद्ध हो सकता है या यह बहुत अच्छा और अत्यधिक अनुशंसित हो सकता है लेकिन अगली संभावित नियुक्ति 3 सप्ताह बाद होती है और वे केवल 9 से 5 बजे और अनुमानित प्रतीक्षा संचालित करते हैं क्योंकि उस क्लिनिक की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है 2 घंटे और वहाँ कीमत 450 हो सकती है आम तौर पर आप सेवाओं को जानते हैं जो अच्छी सेवाएं प्रदान करती हैं कम कीमत के लिए जाहिर है बहुत अधिक मांग है और ऐसी स्थिति केवल विलय करती है अब अगला वैकल्पिक क्लिनिक बी 850 रुपये की पेशकश कर सकता है और यह आपके कार्यालय से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर स्थित है और अगली उपलब्ध नियुक्ति 1 सप्ताह बाद है वे शाम को थोड़ी देर से सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करते हैं इसलिए एक ऑफिस गोअर और अनुमानित वेट एवेन्यू के लिए यह आसान है जो कि 30 से 45 मिनट का हो सकता है और वे 850 रुपये चार्ज कर सकते हैं और एक क्लिनिक सी है जो सबसे अधिक शुल्क लेती है जो 1050 है और यह बस से काफी निकट है और अगली उपलब्ध नियुक्ति है आपकी अगले दिन बस एक नियुक्ति है और सुबह 8 से 10 बजे तक है और आमतौर पर आपको वहां 50 मिनट से अधिक इंतजार नहीं करना पड़ता है क्योंकि वहां केवल नियुक्ति के कारोबार पर काम होता है इसलिए जैसा कि आप 1050 की कीमत के लिए देख सकते हैं यह अधिक विशिष्ट सेवा या अधिक मूल्य वाली प्रीमियम सेवा है जहां कम लोग आते हैं और इसलिए प्रतीक्षा या नियुक्ति या प्रतीक्षा के लिए बेहतर समय और प्रयास की बचत होती है जब आप उनका आगमन करते हैं और यह अधिक सुविधाजनक रूप से स्थित हो सकता है तो एक संयोजन हो सकता है जिसका अर्थ है कि कुछ बहुत ही एक्स रे या एक पैथोलॉजी की दुकान पैथोलॉजी संगठन हो सकता है जो कि यह दूरी भी हो सकती है लेकिन वे समय की बड़ी बचत करते हैं फिर केवल आधार नियुक्ति पर काम करते हैं कीमतें अधिक हैं लेकिन जाहिर है यह सभी मामले मान लेंगे कि सेवा स्तर है कि एक्स रे स्तर है एक्स रे गुणवत्ता अच्छी है तो सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई समस्या नहीं है इसलिए सेवा की गुणवत्ता समान है आम तौर पर आप पसंद करेंगे इसलिए 450 850 और 1050 की कीमत है इसलिए यदि वही सेवा या अंतिम कोर उत्पाद की गुणवत्ता जो वे एक्स रे छवि है वही आप 450 पसंद करते हैं लेकिन अन्य गैर मौद्रिक लागतें हैं जैसे समय दूरी की यात्रा की तरह जब आप आने से पहले प्रतीक्षा करते हैं या नियुक्ति पाने से पहले इंतजार करते हैं इन सभी गैर मौद्रिक लागतों के लिए आप वास्तव में 1050 ले सकते हैं और फिर भी अच्छा महसूस कर सकते हैं क्योंकि यह उस स्थान के सन्दर्भ में है वह समाधान है जो इष्टतम समाधान था इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं लागत और प्रतिस्पर्धा के बीच इस निरंतर दबाव के अलावा मौद्रिक लागत और गैर मौद्रिक लागत के बीच एक निरंतर दर भी है तो इन दोनों के बीच एक स्थिर दर है जो ग्राहकों के मन उपभोक्ताओं के मन और ग्राहकों के मूल्य धारणा में होता है वह चीज जो ग्राहक इस मूल्य को व्युत्पन्न या मूल्य के रूप में मानता है जो उसके या उसके छंद के अधिग्रहण की लागत है सेवा अब यहां यह परस्पर विरोधी दबावों की एक सीमा है जो खेल में हैं और यह एक और द्वंद्व है यह मौद्रिक और गैर मौद्रिक लागतों के बीच का व्यापार है जो लागू भी होता है इसलिए कीमत प्रतियोगिता विकल्प का उपयोग करने की उच्च गैर मूल्य संबंधित लागतों से प्रभावित हो सकती है कभी कभी लोग विशेष रूप से अधिक विश्वसनीयता आधारित सेवाओं में हो सकते हैं जिस पर हम फिर से एक प्रबंधन परामर्श या डॉक्टरों की सलाह या कानूनी सलाह की तरह चर्चा करेंगे व्यक्तिगत रिश्तों ने विश्वास को बल दिया यह सब भी मौद्रिक मूल्य निर्धारण और मूल्य की भावना को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है इसलिए हम इस पर एक गैर मौद्रिक लागत और समय और स्थान की विशिष्टता के अलावा भी देखेंगे हम देखेंगे कि मूल्य क्षेत्र कितने भिन्न हैं और उन्हें फेंस किया जा सकता है हम राजस्व प्रबंधन या उपज प्रबंधन पर अगले व्याख्यान में ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो सेवा व्यवसाय में मूल्य निर्धारण के विचारों का एक दिलचस्प क्षेत्र है और वहां हमें यह समझना होगा कि ग्राहकों के मन में मौद्रिक कीमतों के अलावा प्रभाव के अलावा उदाहरण के लिए कार्मिक संबंधों के लिए हो सकता है हमने उस एक्स रे क्लिनिक की चर्चा की यदि आप कुछ सेवाओं के निश्चित समय से परे हैं जहां स्विचिंग लागत असुविधा और समय और स्थान की विशिष्टता हमें विभिन्न प्रकार की मूल्य सेटिंग के लिए अवसर प्रदान कर सकती है यह उपज प्रबंधन या राजस्व प्रबंधन या आरएम के रूप में हम इसे संक्षेप में कहते हैं निम्नलिखित स्थितियों में सबसे प्रभावी है जब एक उच्च निश्चित लागत संरचना होती है जब एक अपेक्षाकृत निश्चित क्षमता होती है सेवा सूची इसका मतलब है सेवा व्यवसाय का सेवा अवसर खराब हो रहा है जो अधिकांश सेवाओं के लिए सही है परिवर्तनीय एक अनिश्चित मांग जो कई सेवाओं के लिए भी सही है लेकिन कुछ सेवाओं में यह महत्वपूर्ण है और ग्राहक की संवेदनशीलता में भिन्नता है इसलिए जब एक साबुन खरीदते हैं तो आप शाम को उस साबुन के लिए उच्च कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि दुकान बहुत भीड़ है या कहीं नहीं है तो आप वास्तव में दोपहर के बीच में कम कीमत पा सकते हैं जब दुकान शायद ही कभी उपभोक्ता द्वारा दौरा किया सुपर मार्केट और किसी विशेष दिन पर दिए गए कुछ ब्लॉक्स डिस्काउंट को आप जान सकते हैं लेकिन सामान्यत सामान समय के साथ अलग अलग नहीं होते हैं और इसलिए ग्राहक संवेदनशील होते हैं आप एक ही ग्राहक को सुबह में एक कीमत और शाम को एक कीमत नहीं दे सकते लेकिन कई अन्य सेवाएं हैं जहां वास्तव में ग्राहक के पास उस मूल्य संवेदनशीलता नहीं हो सकती है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसी सेवाओं के बारे में सोचें और यदि आप जल्दी हैं तो दो या तीन सेवाओं के नाम देने वाले फोरम में जवाब दें जो आपके दिमाग में इन मानदंडों को पूरा करते हैं यह उच्च निश्चित लागत संरचना अपेक्षाकृत निश्चित क्षमता खराब सूची परिवर्तनशील अनिश्चित मांग और बदलती ग्राहक मूल्य संवेदनशीलता है फिर यदि आप कल के बारे में बात करते हैं जब हमने राजस्व प्रबंधन या आरएम पर चर्चा की जो विभिन्न प्रकार के अच्छे गणितीय मॉडल आदि का उपयोग करता है लेकिन चर्चा के वे मॉडल अधिक व्यापक के लिए बन जाएंगे यदि आप वास्तव में आज अपने दिमाग में बात कर सकते हैं यह कि सेवाओं के प्रकार क्या हैं जो इन पांच स्थितियों को पूरा करते हैं इसलिए यह आपकी रात भर की ज़िम्मेदारी है और कल इस विषय पर चर्चा करते रहना चाहिए